यह व्याख्यान क्लाउड कम्प्यूटिंग पर है और क्लाउड कंप्यूटिंग की श्रृंखला पर यह पहला व्याख्यान है तो पहले वाला फंडामेंटल पर होगा इसलिए इस व्याख्यान में मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के पीछे कुछ मूल प्रेरणा के बारे में बात करने जा रहा हूं विशेष रूप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्लाउड कंप्यूटिंग के उपयोग से फिर क्लाउड के कुछ मूल मॉडल के बारे में जो लोकप्रिय रूप से उपयोग किए जाते हैं और यह भी कि कैसे क्लाउड को विभिन्न वातावरणों और वहां के मॉडल में तैनात किया जा सकता है इसलिए यह विशिष्ट व्याख्यान इन विशिष्ट मुद्दों पर केंद्रित है इसलिए इससे पहले कि हम शुरू करें मैं कुछ अलग चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा तो पहली बात यह है कि आपको क्लाउड की आवश्यकता क्यों है तो हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्लाउड की आवश्यकता क्यों है और दूसरी चीज जो समझने की कोशिश करेगी कि हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्सके लिए विशेष रूप से क्लाउड की आवश्यकता क्यों है और यह मूल रूप से उचित होगा कि हम IoT पर पाठ्यक्रम में क्लाउड कंप्यूटिंग पर कुछ व्याख्यान क्यों दे रहे हैं तो दूसरा अगला आएगा लेकिन पहले हमें यह देखना चाहिए कि क्लाउड क्या है इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोगिता के रूप में कंप्यूटिंग का उपयोग करने के बारे में है इसलिए हम सभी विभिन्न उपयोगिताओं के उपयोगकर्ता हैं उपयोगिताओं जैसे कि बिजली उपयोगिताओं जैसे कि जल संसाधन और इतने पर और आगे इसलिए बिजली पानी की आपूर्ति वगैरह वगैरह वे उपयोगिताओं हैं जिनका उपयोग हम सबसे पहले उन उपयोगिताओं के लिए करते हैं फिर उन उपयोगिताओं के लिए हमारे घर पर कुछ कनेक्शन दिए जाएंगे फिर कुछ मीटर होगा जो यह मापने वाला है कि हम अपने घर पर कितनी बिजली या पानी का उपयोग कर रहे हैं और हमारे उपयोग की इकाइयों के आधार पर हम अंत में इन संसाधनों के उपयोग के लिए महीने के अंत में निर्मित होने जा रहे हैं तो हमने क्या देखा कि अगर मुझे अपने घर पर बिजली का उपयोग करना है अगर मुझे अपने घर पर पानी का उपयोग करना है तो बिजली के उत्पादन के लिए बिजली के उत्पादन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को तैनात करने के बारे में मुझे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इसी तरह नदी या जमीन से पानी का पंपिंग या पानी का वितरण मुझे नहीं लगता कि मुझे वास्तव में इस सब से चिंतित होना पड़ेगा इसलिए मैं इन उपयोगिताओं की सदस्यता लेता हूं मुझे इन उपयोगिताओं के लिए मेरे घर पर एक कनेक्शन दिया जाएगा फिर इन संसाधनों बिजली पानी वगैरह के उपयोग की इकाइयों के आधार पर महीने के अंत में मुझे बिल भेजा जाएगा इसके लिए मुझे बिल भेजा जाएगा तो हमने क्या देखा कि मुझे वास्तव में परेशान नहीं होना है कि बिजली या पानी कैसे उत्पन्न हुआ या इसे कैसे वितरित किया गया इसलिए मुझे उन सभी के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है जिनके बारे में मुझे चिंतित होने की आवश्यकता है जब भी मुझे आवश्यकता होगी मैं इसका उपयोग करूंगा और महीने के अंत में मुझे उपयोग की इकाइयों के लिए भुगतान करना चाहिए तो यह मूल रूप से एक प्रेरणा के रूप में काम कर सकता है कि क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग की उसी तरह आवश्यकता है जैसे पानी की उपयोगिता है उपयोगिता के रूप में बिजली है लोगों ने सोचा कि क्या हम उपयोगिता के रूप में कंप्यूटिंग कर सकते हैं उपयोगिता के रूप में कंप्यूटिंग का मतलब क्या है सर्वर वर्कस्टेशंस जैसे हार्डवेयर संसाधनों का मतलब है जिसमें फिर से प्रोसेसर शामिल हैं जो कुछ कम्प्यूटेशन वगैरह मेमोरी स्टोरेज आदि कर सकते हैं इसलिए ये कम्प्यूटेशनल संसाधन हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर संसाधन और डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म इसलिए इन सभी चीजों को उपयोगिता के रूप में पेश किया जाता है कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है क्योंकि इसके कुछ व्यावसायिक मूल्य होंगे जो कुछ लागत बचाएंगे और इसके कुछ फायदे भी हैं और यही हम इस विशेष व्याख्यान में सीखने जा रहे हैं इसलिए पहले आइए देखते हैं कि कैसे कंप्यूटिंग वर्षों में विकसित हुई तो आपने पहले ही क्लस्टर कंप्यूटिंग के बारे में सुना होगा ग्रिड कंप्यूटिंग कम से कम इन 2 के बारे में जो आपने सुना होगा तो क्लस्टर कंप्यूटिंग मूल रूप से आपको पता है कि क्लस्टर के रूप में एक साथ जुड़े हुए कुछ प्रकार के कंप्यूटिंग नोड्स हैं तो एक पूरे के रूप में क्लस्टर जो शिथिल या कसकर जुड़ा हो सकता है एक संपूर्ण के रूप में क्लस्टर कुछ कम्प्यूटेशनल काम पूरा करेगा यह कुछ कम्प्यूटेशनल काम को अंजाम देगा तो यह क्लस्टर कंप्यूटिंग ग्रिड कंप्यूटिंग एक व्यापक क्षेत्र की तरह है जो विषम कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म की तरह है जो बड़े आकार के कार्यों या कार्यों का प्रदर्शन करेगा जो आकार में बड़े हैं फिर हमारे पास उपयोगिता कंप्यूटिंग है जहां इस संसाधन को उपयोगिता के रूप में उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के लिए उपयोगिता के रूप में वितरित करने के लिए कम्प्यूटेशनल संसाधनों को पैक किया जाता है तो यह संपूर्ण आधार है कि उपयोगिता कंप्यूटिंग कैसे विकसित हुई और फिर हमारे पास यह क्लाउड कंप्यूटिंग है जो मूल रूप से इन सभी कॉम क्लस्टर कंप्यूटिंग से अवधारणाओं के एकीकरण की तरह थी जिसमें सॉरी ग्रिड कंप्यूटिंग और यूटिलिटी कंप्यूटिंग वितरित की गई थी उनके फायदे कंप्यूटिंग के इस नए मॉडल के क्रम में एक साथ रखे गए हैं जिन्हें क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग में हमने संसाधनों के साझा कंप्यूटिंग संसाधनों के साझा पूल को साझा किया है और जब भी जहां भी आवश्यकता होती है गतिशील रूप से इन संसाधनों की पेशकश की जाएगी उपयोगकर्ताओं को भुगतान पर सेवा के रूप में पेश किया जाएगा तो यह एक स्केलेबल प्रकार का मॉडल है जो इन सभी क्लस्टर ग्रिड और यूटिलिटी कंप्यूटिंग मॉडल पर अवधारणा है तो आप जानते हैं कि क्लाउड कमोबेश हाल की तरह की घटना है यह 1990 के दशक के मध्य और पिछले कुछ वर्षों में शुरू हुआ था और पिछले कुछ वर्षों में यह अधिक लोकप्रिय हो गया है अलग अलग व्यावसायिक रूप से उपलब्ध क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म हैं जो वहाँ हैं लोग अभी भी इसका उपयोग कर रहे हैं कंपनियां इन क्लाउड सेवाओं की सदस्यता ले रही हैं लेकिन 1950 के दशक में वापस जाने पर लोग समय साझा मेनफ्रेम कंप्यूटर के बारे में अधिक चिंतित थे 1960 के दशक में ARPANET और जैसी उन्मुख नेटवर्क आधारित सेवाएं लोकप्रिय हो गईं वर्चुअल मशीनें 1970 के दशक में लोकप्रिय हो गईं 1990 के दशक में इंटरनेट का विस्तार किया गया था वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाए गए थे और 1990 के दशक के उत्तरार्ध में बाद में क्लाउड कंप्यूटिंग की लोकप्रियता बढ़ गई क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतिम दो वर्षों में अधिक से अधिक विभिन्न प्लेटफार्मों की पेशकश की गई जो आपको उपयोगिता मंच के रूप में उपयोगिता मंच के रूप में सॉफ्टवेयर की पेशकश कर रहे हैं क्योंकि उपयोगिता अलग अलग कंपनियों द्वारा पेश की जाती है जैसे salesforce com अमेज़ॅन वेब सेवाएं अमेज़ॅन ईसी 2 गूगल ऐप इंजन और इत्यादि तो ये विभिन्न कंपनियां हैं जो मूल रूप से उपयोगिता के रूप में इन विभिन्न सेवाओं की दैनिक पेशकश कर रही हैं अब जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करते हैं तो NIST ने क्लाउड कंप्यूटिंग में काफी काम किया है वास्तव में कुछ साहित्य है और उसके अनुसार NIST क्लाउड कंप्यूटिंग के साहित्य को इस विशेष रूप से परिभाषित किया गया है मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा यह आपके सामने स्लाइड में आपके सामने है और सभी के लाभ के लिए है मुझे यह पढ़ने दें कि आपके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा मॉडल है जो डिमांडिंग कंप्यूटिंग संसाधनों के साझा पूल के लिए डिमांड नेटवर्क एक्सेस को सुविधाजनक बनाने में सक्षम है उदाहरण के लिए नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर स्टोरेज एप्लिकेशन वगैरह इसलिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो सुविधाजनक नेटवर्क एक्सेस के लिए नीचे ड्रिल करेंगे इसलिए जब भी महीने के किसी भी समय दिन के किसी भी समय यह मेरे लिए आवश्यक हो जब भी यह सुविधाजनक रूप से आवश्यक हो मुझे इन विभिन्न संसाधनों तक नेटवर्क पहुंच प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए हम बस उसी से गुजरे हम बस मांग पर मांग के माध्यम से चले गए हैं इसका मतलब है कि जब भी आवश्यकता होती है मुझे अपनी मांग पर सक्षम होना चाहिए मुझे इन संसाधनों तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए और संसाधनों का एक साझा पूल है जो विन्यास योग्य साझा पूल है इसका मतलब है कि ये सर्वर स्टोरेज वगैरह वगैरह जो कि सभी जगह साझा किए जाएंगे और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म इन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में कंफिगरेबल है जिन्हें आप सर्वर वगैरह जानते हैं इसलिए मूल रूप से ऐसा हो सकता है ऐसा हो कि आप एक उपयोगकर्ता के रूप में मेरी जॉब को एक क्लाउड उपयोगकर्ता के रूप में जानते हैं जिसे आप जानते हैं कि कम्प्यूटेशनल जॉब मेरे लिए निष्पादित हो रही है मुझे लगेगा कि यह मेरी समर्पित मशीन पर निष्पादित हो रही है जिसे क्लाउड मंच द्वारा मेरे लिए दिया गया है लेकिन वास्तविकता में शारीरिक रूप से शायद कई सर्वर हैं जो भौगोलिक रूप से एक दूसरे से अलग हैं जो एक साथ मेरी नौकरी के विभिन्न हिस्सों को निष्पादित करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं इसलिए यह मूल रूप से आप मुझे जानते हैं कि यह एक एकल इकाई की तरह है जिसका मैं उपयोग कर रहा हूं लेकिन बेक एंड में बहुत सी सहजता है कि मैं यह नहीं समझ पाऊंगा कि चीजें कैसे और कहां और कब होती हैं निष्पादित किया जा रहा है वास्तव में मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि मुझे पूरी तरह से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग में कुछ गोपनीयता सुरक्षा चिंताएं भी हैं तो क्या आप इस कोर्स के बारे में जान पाएंगे हम यह समझने वाले नहीं हैं कि ये मुद्दे क्या हैं लेकिन वास्तव में कुछ निश्चित मुद्दे हैं लेकिन हम विचार करेंगे कि आप जानते हैं कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है और आप जानते हैं मुझे वास्तव में इस बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी गणना की गई जॉब कब और कहाँ से हो रही है जिसे मैं निष्पादित कर रहा हूं लेकिन मेरे लिए मुझे यह महसूस होगा कि मैं इसके लिए भुगतान कर रहा हूं और यह मेरे अंत में निष्पादित हो रहा है वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है इस तरह यह वर्चुअलाइजेशन के कारण है कि मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है इसलिए मैं इसके बारे में अधिक विस्तार से बाद में बात करूंगा इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोगिता कंप्यूटिंग से एक कदम आगे की तरह है जो इसे अभिकलन या स्टोरेज सॉफ्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म वगैरह के उच्च स्तर के सामान्यीकरण प्रदान करता है और इस तरह के अब्सट्रैक्शन को अंतिम उपयोगकर्ताओं को एक कागज़ के आधार पर उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है संसाधन एक क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म में तेजी से आवंटन योग्य हैं और इन्हें तब भी जारी किया जा सकता है जब इसे इन संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है और इन्हें कम प्रबंधन प्रयास के साथ किया जा सकता है इसलिए कुछ आवश्यक विशेषताएं हैं जिन्हें सेवा मॉडल और परिनियोजन मॉडल कहा जाता है जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से जानने जा रहे हैं तो ये आवश्यक विशेषताएं क्या हैं व्यापक नेटवर्क पहुंच एक है इसलिए यह नेटवर्क जिसे आप जानते हैं कि एक्सेस इस तरह से पेश किया जाता है कि दुनिया में कहीं से भी और कहीं से भी भौगोलिक रूप से भले ही मैं अलग अलग स्थानों पर वितरित किया जाए मेरी कंपनी अलग है इसलिए मैं अभी भी इन क्लाउड संसाधनों तक पहुँच प्राप्त कर सकूंगा इसलिए इन कम्प्यूटेशनल संसाधनों में तेजी से लोच का मतलब है कि जब और जब आपको आवश्यकता होती है तो मुझे पता है कि मुझे और अधिक की आवश्यकता होगी और मुझे इन कम्प्यूटेशनल संसाधनों को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए अगर मुझे कम आवश्यकता होती है तो मुझे स्केल करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए इस गतिशील स्केलिंग को क्लाउड के माध्यम से संभव बनाया जाना है तीसरा मापा गया सेवाओं का कागज है जो आप जानते हैं इसलिए मैं यूटिलिटी क्लाउड यूटिलिटी की इकाइयों के लिए भुगतान करूंगा इसका मतलब है कि कम्प्यूटेशनल उपयोगिता जो मैं मांग स्वयं सेवाओं पर उपयोग कर रहा हूं इसलिए जब भी आवश्यकता हो मुझे सदस्यता लेनी चाहिए और इन सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए संसाधन पूलिंग का मतलब है कि आप जानते हैं कि क्या कोई विशेष सर्वर शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है आप जानते हैं कि शारीरिक रूप से आवश्यकता के अनुसार सेवाएं दे सकते हैं तब सेवाओं को अन्य सर्वरों अन्य भौतिक कंप्यूटरों से प्राप्त किया जा सकता है इसलिए ये क्लाउड कंप्यूटिंग की इन आवश्यक विशेषताओं में से कुछ हैं और अलग अलग सर्विस मॉडल हैं जो सेवा प्लेटफॉर्म के रूप में बहुत लोकप्रिय सॉफ्टवेयर हैं सेवा के रूप में और बुनियादी ढाँचे में सेवा के रूप में इनको लोकप्रिय रूप से SaaS कहा जाता है SaaS PaaS और IaaS और तैनाती के संदर्भ में सार्वजनिक क्लाउड निजी क्लाउड संकर क्लाउड और सामुदायिक क्लाउड जैसे विभिन्न मॉडल हैं इसलिए हम बाद में इनमें से प्रत्येक सेवा मॉडल और परिनियोजन मॉडल के बारे में बात करेंगे तो व्यवसायों के फायदे क्या हैं मैंने आपको बताया कि क्लाउड के कुछ व्यावसायिक फायदे हैं इसलिए बिना किसी अपफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश करने वाली कंपनी की कम्प्यूटेशनल आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें उदाहरण के लिए अपने स्वयं के सर्वर को खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन खरीद परिनियोजन वगैरह के मामले में इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश की लगभग 0 लागत के भीतर आप जानते हैं कि जब भी यह सर्वव्यापी तरीके से आवश्यक होता है तो मांग पर इस कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए रियल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर सक्षम क्षमता का मतलब है कि किसी भी समय संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए वास्तविक समय के उपयोग के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा रहा है और वास्तविक समय तक अधिक कुशल संसाधन उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा तो इन संसाधनों का उपयोग अधिक कुशल तरीके से किया जाएगा उपयोग आधारित कॉन कॉस्टिंग एक और बात है इसलिए उपयोग आधारित लागत का मतलब है कि मैं इन संसाधनों का कितना उपयोग कर रहा हूं इसके आधार पर मुझे उन इकाइयों के लिए बिल भेजा जाएगा जो केवल बाजार में समय कम करते हैं क्योंकि आप मूल रूप से समय का निवेश नहीं कर रहे हैं और निश्चित रूप से प्रक्रिया निविदा के लिए खरीद शुरू करने के लिए खरीद के लिए धन तो आप जानते हैं कि सभी बुनियादी ढांचे को उन्हें डिलीवरी समय वगैरह वगैरह खरीदना और फिर उपयोग करना शुरू करना है इसलिए आप उस उत्पाद के बाजार में समय में कटौती कर रहे हैं जो कंपनी बना रही है क्योंकि जब भी आपको आवश्यकता होती है आप किसी भी समय इंटरनेट पर अपने कम्प्यूटेशनल संसाधनों तक पहुंच प्राप्त कर रहे हैं इसलिए मूल रूप से हम क्लाउड कंप्यूटिंग के उपयोग के माध्यम से नहीं हैं हमने इन कम्प्यूटेशनल संसाधनों की खरीद पर बहुत अधिक समय नहीं बिताया है जो अन्यथा परंपरागत रूप से हुआ करते थे और जो व्यवसाय में महत्वपूर्ण समय को मार देंगे संसाधन प्रोविजनिंग में कुछ सामान्य विशेषताओं में चपलता में सुधार हुआ है यह वह है जिसे मुझे डिवाइस या स्थान मल्टी टेनेंसी की अधिक सर्वव्यापी स्वतंत्रता की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है जो मूल रूप से उपयोगकर्ताओं के एक बड़े पूल में संसाधनों और लागतों के बंटवारे के बारे में बात करता है डायनेमिक लोड बैलेंसिंग का अर्थ है कि गणना या संचार लोड यह होगा कि क्लाउड मॉडल के माध्यम से पूरे क्लाउड प्लेटफॉर्म क्लाउड सिस्टम में लोड को गतिशील रूप से संतुलित करने में सक्षम होना संभव है यह क्लाउड मॉडल अत्यधिक विश्वसनीय है क्योंकि शारीरिक रूप से अगर कुछ नेटवर्क कुछ कम्प्यूटेशनल संसाधन नीचे चला गया है या टूट गया है या उपलब्ध नहीं है तो किसी भी कारण से अन्य संसाधन हैं जो आसानी से पूल किए जा सकते हैं और उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं तो यह अत्यधिक विश्वसनीय है और इसी तरह स्केलेबल है तो उन्हीं कारणों से यह स्केलेबल भी है और क्लाउड कंपनी के उपयोगकर्ताओं के लिए कम लागत और कम रख रखाव के साथ आता है जो उस कंपनी के उपयोगकर्ताओं के लिए है जो परंपरागत रूप से बुनियादी ढांचे पर निवेश कर रहा था और सुरक्षा और अभिगम नियंत्रण में भी सुधार कर रहा था तो आप जानते हैं तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग की कुछ अलग विशेषताएं हैं तो आइए आवश्यक विशेषता के साथ शुरू करते हैं पहला यह है कि नेटवर्क पर व्यापक नेटवर्क एक्सेस क्लाउड संसाधन उपलब्ध होने चाहिए और यह वही है जो इंटरनेट पर हो रहा है क्लाउड संसाधन मानव द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और इसे पारंपरिक इंटरफेस का उपयोग करके सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए मानक तंत्र का समर्थन करना चाहिए उदाहरण के लिए विभिन्न क्लाइंट्स को विभिन्न प्रकार के क्लाइंट्स का उपयोग किया जा सकता है चाहे मोटे क्लाइंट या मोबाइल फोन लैपटॉप वगैरह इन सभी को क्लाउड प्लेटफॉर्म में सपोर्ट किया जाता है तो मूल रूप से क्या होने जा रहा है आप बहुत आसानी से पतले प्लेटफार्मों का उपयोग कर सकते हैं और यह एक मूल टर्मिनल की तरह है जो आप बस यह कर सकते हैं कि आपको उन कम लागत वाले सस्ते बुनियादी टर्मिनलों को पतले क्लाइंट्स वगैरह को खरीदना होगा और गणना संसाधन आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराने जा रहे हैं जिसके लिए आपको बस कुछ नेटवर्क का उपयोग करना होगा जो इंटरनेट या इस तरह के रूप में व्यापक नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं और क्रम में क्लाउड से कनेक्ट करने में सक्षम होना चाहिए उन संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करें तीव्र लोच इसलिए क्लाउड संसाधन आवंटन में तेजी से लोचदार और स्वचालित गतिशील आवंटन होना चाहिए और संसाधनों को स्केलिंग इन और स्केलिंग आउट के लिए सुविधा जारी करना संभव बनाया जाना चाहिए इसलिए जब भी अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है तो आपको पता होना चाहिए कि यह आपको पता होना चाहिए कि क्लाउड को स्केल करने में सक्षम होना चाहिए इसका मतलब है इन संसाधनों की मापनीयता में वृद्धि करना और जब भी उपभोक्ताओं के लिए इन संसाधनों के जारी होने से संभव नहीं होना चाहिए स्केलिंग की आवश्यकता होती है उपभोक्ताओं को लगता है कि यह एक अत्यधिक लोचदार प्रणाली है मूल रूप से चीजों को इस तरह से एकीकृत किया जाता है कि उपभोक्ताओं को लगता है कि उनके पास अनंत संसाधनों तक पहुंच है और मात्रा जोड़ने या हटाने की सुविधा है क्योंकि वहां क्लाउड होना चाहिए इसलिए जो कुछ भी आप जानते हैं कि आपको अधिक मात्रा की आवश्यकता है या यदि आपको कम मात्रा की आवश्यकता है या संख्या को कम करने के लिए संसाधनों की रिहाई भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए और यह तेजी से लोच की संपत्ति है इसलिए व्यापक रूप से हमें विस्तार करने में सक्षम होना चाहिए तेजी से हमें क्लाउड मॉडल के माध्यम से संसाधनों को कम करने और जारी करने में सक्षम होना चाहिए यह एक माप सेवा संसाधन है और उनके उपयोग को रिकॉर्ड किया जाएगा और निगरानी की जाएगी तो इन संसाधनों के उपयोग को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और निगरानी की जानी चाहिए और एक विशेष समय अवधि के अंत में शायद एक महीने इसलिए क्लाउड सेवा प्रदाता अंत उपयोगकर्ता को एक बिल भेजने जा रहा है ताकि वे इसके लिए भुगतान कर सकें तो यह उसी समय भी किया जा सकता है जब आप तुरंत भुगतान करते हैं और फिर तुरंत अपने संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करते हैं इसलिए संसाधन के उपयोग को गतिशील रूप से नियंत्रित और अनुकूलित करने के लिए सुविधा होनी चाहिए और यह सुविधा सेवा प्रदाता और उपभोक्ता के बीच पारदर्शी होनी चाहिए ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस सेल्फ सर्विस का मतलब है जब भी जरूरी हो यूजर को सेल्फ सर्विस तरीके से इस संसाधन तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए और क्लाउड आवश्यकता पड़ने पर उपयोगकर्ताओं को स्वचालित रूप से मांग पर सर्वर समय और नेटवर्क भंडारण प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए रिसोर्स पूलिंग का मतलब है कि यह एक मल्टी टेनेंसी मॉडल की तरह है जहां कई एंड यूजर्स हैं और आवश्यकता के अनुसार पूरे उपलब्ध संसाधनों को उपलब्ध कराए जाने के लिए स्वचालित रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए और इन सभी उपलब्ध स्रोतों से पूल किया जाना चाहिए जो संसाधनों को उपयोगकर्ताओं की मांग के अनुसार आवंटित किया जाना चाहिए उपयोगकर्ता के अंत से क्लाउड कंप्यूटिंग के विभिन्न घटक हैं आपके पास ये क्लाइंट हैं और अंतिम उपयोगकर्ता जो थिन क्लाइंट का उपयोग कर सकते हैं जो क्लाउड मॉडल में बहुत लोकप्रिय हैं तो जो कम लागत के रूप में अच्छी तरह से वे थिक पारंपरिक थिक ग्राहकों के रूप में अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है या मोबाइल डिवाइस जैसे क्लाइंट सर्विस प्रोडक्ट सॉल्यूशन एप्लिकेशन जैसे वेब एप्स जिन्हें आप सॉफ्टवेयर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म एप्लिकेशन होस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना चाहिए उदाहरण के लिए विभिन्न डेटाबेस तब एक सेवा के रूप में डेटा स्टोरेज क्लाउड कंप्यूटिंग और बुनियादी ढांचे के घटक होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिन्हें वर्चुअलाइज्ड किया जाना चाहिए और सेवा मॉडल के रूप में बुनियादी ढांचे के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए और मैं जल्द ही इसके बारे में बात करने जा रहा हूं इसलिए विभिन्न सेवा मॉडल में सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में प्लेटफ़ॉर्म और सेवा के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है ये सेवा मॉडल बहुत लोकप्रिय रहे हैं चूंकि पिछले कुछ वर्षों से मेरा मतलब है कि क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत लोकप्रिय हो गई है ये सेवा मॉडल क्लाउड कंप्यूटिंग के मुख्य सेवा मॉडल हैं लेकिन आपको ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में लोग विभिन्न प्रकार की अन्य सेवाओं के बारे में भी बात कर रहे हैं इसलिए न केवल सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म और एक सेवा के रूप में बुनियादी ढाँचा बल्कि एक सेवा के रूप में x जैसा कुछ भी है जहाँ x कुछ भी हो सकता है कुछ लोग हार्डवेयर के बारे में एक सेवा के रूप में बात कर रहे हैं कुछ लोग सेंसरों के बारे में बात कर रहे हैं जो उस डेटाबेस जैसी सेवा के रूप में हैं एक सेवा के रूप में एक सेवा सुरक्षा लोग क्लाउड के माध्यम से उपलब्ध कराए गए सभी विभिन्न प्रकार के सेवा मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यदि आप इस विशेष आकृति को देखें तो हमारे पास ये सभी क्लाउड मॉडल हैं तो हमारे पास एक सेवा के रूप में बुनियादी सुविधाओं के नीचे सर्वर हैं एक सेवा के रूप में प्लेटफ़ॉर्म और एक सेवा के रूप में एप्लीकेशन ग्राहकों को विभिन्न इंटरफेस के माध्यम से इन विभिन्न कम्प्यूटेशनल संसाधनों में से प्रत्येक तक पहुंच प्राप्त हो रही है इसलिए हमारे पास पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सेवा के रूप में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर के रूप में उपयोग किया जाता है जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सेवा प्लेटफार्मों के रूप में Google ऐप है जिसमें salesforcelearncom और इसी तरह इसलिए जैसा कि यह नाम सॉफ्टवेयर को एक सेवा के रूप में सुझाता है जो आपको मूल रूप से उपयोगकर्ताओं के अंत में सेवा प्रदाता के अनुप्रयोगों को निष्पादित करने की सुविधा देता है तो आवेदन सेवाओं के रूप में उपलब्ध हैं सेवाओं को विभिन्न प्रकार के क्लाइंट उपकरणों के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है उदाहरण के लिए वेब ब्राउज़र ऐप विभिन्न प्रकार के ऐप्स और इसी तरह इसलिए अंतिम उपयोगकर्ता मूल रूप से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म के नियंत्रण के अधिकारी नहीं होते हैं क्योंकि सेवा के उदाहरणों में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध विंडोज एज़्योर Google ऐप इंजन इत्यादि शामिल हैं इसलिए यहां मूल रूप से विकास मंच उपभोक्ताओं को मूल रूप से उपलब्ध कराया गया है ताकि क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बनाए गए और प्राप्त किए गए अनुप्रयोगों को निष्पादित करने के लिए सुविधाओं के रूप में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा सके मूल रूप से एक सेवा के रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर इस कंप्यूटिंग के अधिकांश बुनियादी ढांचे के बारे में बात करता है जैसे कि नेटवर्क भंडारण ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरनेट के माध्यम से इन सुविधाओं को कम्प्यूटेशनल संसाधनों के रूप में गतिशील रूप से उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध कराया जाता है जब भी इसे कागज़ के उपयोग के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम operating system की आवश्यकता होती है तो इस सुविधा के माध्यम से अन्य एप्लिकेशन भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं इसलिए एक सेवा के रूप में बुनियादी ढांचे के लोकप्रिय उदाहरणों में अमेज़ॅन EC2 GoGrid iland Rackspace Cloud Servers इत्यादि शामिल हैं अब हम विभिन्न सर्विस मॉडल के बारे में बात करते हैं एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एक सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म और एक सेवा के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं कि अब इस बारे में बात करते हैं कि क्लाउड की तैनाती आमतौर पर कैसे होती है जो क्लाउड कंप्यूटिंग में उपलब्ध हैं नंबर एक सार्वजनिक क्लाउड है दूसरा निजी क्लाउड है तीसरा हाइब्रिड क्लाउड है और अन्य प्रकार के क्लाउड हो सकते हैं जैसे सामुदायिक क्लाउड वितरित क्लाउड बहु क्लाउड अंतर क्लाउड और इत्यादि तो आप जानते हैं कि निजी क्लाउड एक संगठन के लिए आंतरिक है और ये क्लाउड संसाधन केवल संस्था के भीतर उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं उदाहरण के लिए आईआईटी में खड़गपुर में हमारा अपना निजी क्लाउड है जिसे मेघमाला के नाम से जाना जाता है इसलिए जैसे कि विभिन्न संगठनों के अपने निजी क्लाउड हैं लेकिन कुछ सार्वजनिक रूप से होस्ट किए गए क्लाउड सुविधाएं हैं जो ऑफ कैंपस उपलब्ध हैं और इन्हें विभिन्न कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जैसे अमेज़न जैसे टीसीएस और विभिन्न अन्य कंपनियां जो सेवा की तरह हैं इन क्लाउड के प्रदाता तो ये सार्वजनिक क्लाउड हैं जो उपलब्ध हैं हाइब्रिड क्लाउड मूल रूप से निजी क्लाउड की कुछ विशेषताओं और सार्वजनिक क्लाउड की कुछ विशेषताओं के एकीकरण की तरह है इसलिए सार्वजनिक क्लाउड किसी भी व्यक्ति या उद्योग के उपयोग के लिए स्थापित किया जाता है आमतौर पर यह किसी भी संगठन के स्वामित्व में होता है जो क्लाउड सेवा के उदाहरण पेश करता है जिसमें अमेज़ॅन वेब सेवाएँ गूगल कंप्यूट इंजन और माइक्रोसॉफ्टअजुओर शामिल हैं लाभ यह है कि इसे स्थापित करना आसान है कम लागत पर जैसा कि प्रदाता हार्डवेयर एप्लिकेशन और बैंडविड्थ लागत या किसी अन्य लागत को कवर करता है जो कि उनके लिए उपलब्ध है इसलिए यह मूल रूप से एक उच्च स्केलेबल मॉडल है जो आप सिर्फ उन संसाधनों के लिए भुगतान करते हैं जो उपयोग किए जा रहे हैं और संसाधनों के अपव्यय का अभाव होगा तो यह एक उच्च मापनीय मॉडल है जिसे भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराया जा सकता है निजी क्लाउड आमतौर पर एकल संगठन तक ही सीमित होता है क्लाउड फ़ंक्शंस केवल संगठन के भीतर ही उपलब्ध कराए जाते हैं इन्हें आमतौर पर संगठन या किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रबंधित किया जाता है और लाभ यह है कि सिस्टम पर कुल नियंत्रण है और ऐसे निजी क्लाउड में डेटा को तैनात किया जा रहा है बेशक क्लाउड स्थापित करने में कुछ प्रारंभिक निवेश है लेकिन एक बार जब यह हो जाता है तो यह मॉडल काफी लाभप्रद है यह कम लागत वाला है और ये संसाधन संगठन के उपयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं नुकसान यह है कि आपको नियमित रखरखाव के बारे में बहुत परेशान होना पड़ता है आपको एक समूह होना चाहिए जो नियमित रूप से एक निजी क्लाउड में रखरखाव कार्यों का प्रदर्शन करेगा इसलिए वर्चुअलाइज्ड संसाधनों के संदर्भ में सार्वजनिकप क्लाउड और निजी क्लाउड की तुलना करें सार्वजनिक क्लाउड में संसाधनों को सार्वजनिक रूप से साझा किया जाता है एक निजी क्लाउड में यह संसाधन निजी रूप से साझा किए जाते हैं सार्वजनिक क्लाउड में क्लाइंट प्रकार मूल रूप से कई क्लाइंट होते हैं और एक निजी क्लाउड में केवल कुछ क्लाइंट हैं जो आमतौर पर सीमित हैं या संगठन के कर्मचारियों जैसे संगठन के उपयोगकर्ता हैं या किसी संगठन के छात्र मूल रूप से उपयोगकर्ता होते हैं वे कनेक्टिविटी के मामले में निजी क्लाउड के क्लाइंट के रूप में काम करते हैं सार्वजनिक क्लाउड इंटरनेट और निजी क्लाउड पर उपलब्ध कराया जाता है इंटरनेट के साथ साथ सुरक्षा के मामले में संगठन के निजी नेटवर्क के माध्यम से सार्वजनिक क्लाउड सुरक्षा एक निजी क्लाउड में सुरक्षा मुद्दों की तुलना में बहुत कम है और एक हाइब्रिड क्लाउड है जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मूल रूप से 2 या अधिक प्रकार के अनूठे क्लाउड प्रकारों की सुविधाओं को जोड़ती है उदाहरण के लिए निजी समुदाय या सार्वजनिक क्लाउड इस मामले में संसाधनों को मानकीकृत साधनों द्वारा एक साथ रखा जाता है कुछ संसाधनों को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से कुछ निजी बुनियादी ढांचे से पूल किया जा सकता है और साथ में यह क्लाउड मॉडल मूल रूप से अपने क्लाइंट को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है फिर हमारे पास यह सामुदायिक क्लाउड है आमतौर पर यह कुछ समुदायों जैसे कि चिकित्सा समुदाय अस्पताल समुदाय सुरक्षा समुदाय अनुपालन तक ही सीमित है इसलिए केवल उस समुदाय के उपयोगकर्ता ही ऐसे क्लाउड की सेवाओं तक पहुँच प्राप्त कर पाएंगे इसलिए इसे सामुदायिक क्लाउड के रूप में जाना जाता है और फिर हमारे पास वितरित क्लाउड हैं जो विभिन्न स्वादों में आते हैं जहां विभिन्न स्थानों में कंप्यूटिंग उपकरणों के बिखरे हुए सेट का संग्रह होता है हालांकि एक एकल नेटवर्क से जुड़ा है और वितरित क्लाउड के 2 प्रकार हैं सार्वजनिक संसाधन कंप्यूटिंग और स्वयंसेवक क्लाउड इसलिए हम समय के हित में इसके माध्यम से नहीं जा रहे हैं मूल रूप से मल्टी क्लाउड यह है कि आप जानते हैं कि विषम सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए एक साथ कई अलग अलग क्लाउड प्लेटफार्मों को मिलाकर विषम आर्किटेक्चर एकल आर्किटेक्चर है और सिस्टम इंटर क्लाउड का लचीलापन मूल रूप से क्लाउड का क्लाउड है तो आपके पास कई अलग अलग क्लाउड हैं जो एक साथ इंटरनेट के माध्यम से एकीकृत किए जाते हैं और ये मूल रूप से अलग अलग क्लाउड सेवा प्रदाताओं के बीच एक दूसरे के बीच अंतर करेंगे और क्लाउड सेवाओं के विशालकाय क्लाउड उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराने जा रहे हैं तो ये क्लाउड परिनियोजन के विभिन्न मॉडल हैं तो इस निजी सार्वजनिक और इस सामुदायिक क्लाउड की तुलना इस प्रकार है इसलिए इस विशेष तालिका में जैसा कि आप देख सकते हैं कि निजी क्लाउड ऑन प्रिमाइस है और निजी तौर पर होस्ट किए गए क्लाउड को समर्पित पहुंच प्रदान करता है ऑफ प्रिमाइस है और साथ ही साथ समुदाय क्लाउड ऑन प्रिमाइस है और साझा पहुंच और सार्वजनिक की पेशकश करता है क्लाउड ऑफ प्रिमाइज्ड ऑफ शेयर्ड एक्सेस करता है इसलिए इसके साथ हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बुनियादी बातों पर व्याख्यान के अंत में आते हैं इसलिए हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग के इस विशेष विषय पर तीन और व्याख्यानों की एक श्रृंखला है जिसे हम पहले ही इस व्याख्यान के प्रारंभ में समझ चुके हैं कि क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्समें बहुत लोकप्रिय हो रहा है सामुदायिक क्लाउड मैं इसके बारे में बाद में भी बात करूंगा लेकिन क्लाउड आप यह समझ सकते हैं कि यह सबसे महत्वपूर्ण सक्षम तकनीकों में से एक है या अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्सके विकास का मुख्य निर्माण ब्लॉक है क्योंकि आपको विभिन्न प्रकार के डेटा एकत्र करने वाले विभिन्न प्रकार के डेटा की पेशकश करने वाले विषम संसाधनों से निपटना होगा जिसे आपको बहुत तेजी से संसाधित करना है जिसमें आप बुनियादी ढांचे की भागीदारी को जानते हैं इसका मतलब है कि इस बुनियादी ढांचे का काफी ध्यान रखा जाना चाहिए मुझे वास्तव में इस बुनियादी ढांचे को खरीदने और इसके लिए समय और धन बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है मुझे इन संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए और मुझे एक मॉडल के कागज के उपयोग पर कंप्यूटिंग सुविधा का आनंद लेने में सक्षम होना चाहिए तो यह क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में है अगले व्याख्यान में हम क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ और विवरणों के बारे में बात करेंगे